कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है पिछली 2 क्लास में हम इंटरनेट में सेवा की गुणवत्ता के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि सेवा की गुणवत्ता की मूल परिभाषा में और सेवा की गुणवत्ता से क्या मतलब है और सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पैरामीटर क्या हैं और हमने देखा है कि 4 मापदंडों पैरामीटर एक बैंडविड्थ डिले जिटर और लोस का सेवा की नेटवर्क गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव है और जब भी हम इंटरनेट की सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं तो हमें इन 4 मापदंडों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ती है अब हम यह देखते हैं कि हमें नेटवर्क में सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टीसीपी आईपी TCPIP नेटवर्क से किस समर्थन की आवश्यकता है इसलिए हम आज का लेक्चर में आर्किटेक्चर को विस्तार से देखेंगे इसलिए जैसा कि हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे कि सेवा की गुणवत्ता के आधार पर हमारे पास कई अनुप्रयोगों के वर्ग हो सकते है जैसे कि निरंतर बिट दर एप्लीकेशन constant bit rate application क्योंकि निरंतर बिट दर आवेदन का हमारे लिए महत्व है इसलिए संक्षिप्त रूप में हम इसे एक प्रकार का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग कहते हैं इसलिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के मामले में आप डेटा की निरंतर बिट दर की अपेक्षा करते हैं ऐसा रिसीवर उम्मीद करता है कि डेटा लगातार बिट दर से आयेगा और फिर रिसीवर उस डेटा को प्रोसेस करेगा और हम डेटा को आगे प्रस्तुत करने रेंडर में सक्षम होंगे तो निरंतर बिट दर तथा QoS क्वालिटी ऑफ़ सर्विस आवश्यकता का उदाहरण टेलीफोन या VoIP है जब भी आप एक VoIP कॉल करना चाहते हैं तो एक VoIP कॉल करने के लिए कॉल आपको आईपी पर डेटा या वॉइस डेटा को स्थानांतरित करना होगा तो जब भी आप आईपी नेटवर्क पर आवाज वॉइस डेटा स्थानांतरित करते हैं आवाज वास्तव में एक डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है वॉयस सिग्नल डिजीटाइज़ होता है और ध्वनि संकेत के डिजिटाइज़ होने के बाद डेटा को निरंतर बिट दर पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है फिर दूसरी क्लास वास्तविक चर बिट दर है यहाँ बिट दर परिवर्तनशील हो सकती है लेकिन आपको वास्तविक समय में डेटा स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है वास्तविक समय से हमारा मतलब है एक अधिकतम विलंब जिसके द्वारा आपको डेटा भेजने की आवश्यकता है यदि आप इस समय में डेटा भेजने में विफल रहते हैं तो आपका डेटा ट्रांसफर फेल माना जाता हैं इस का उदाहरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव स्ट्रीमिंग है फिर तीसरा क्लास गैर वास्तविक समय चर बिट दर है इसमें आपको वास्तविक समय में डेटा भेजने की आवश्यकता नहीं है आपके पास इस तरह की सख्त देरी की आवश्यकता नहीं है कि इसी समय में आपको डेटा ट्रांसफर करना होगा बफरिंग समर्थित है लेकिन आपको कुछ QoS क्वालिटी ऑफ़ सर्विस की आवश्यकता है इसके साथ देरी या पैकेट के नुकसान की मात्रा को सहन किया जा सकता है और इसका उदाहरण ऑन डिमांड वीडियो स्ट्रीमिंग या आईपीटीवी सेवाओं में हो सकता है और फिर अंत में सेवा के चौथे वर्ग में उपलब्ध बिट दर या सर्वोत्तम प्रयास सेवा आता है बेस्ट एफर्ट का अर्थ है जो भी नेटवर्क के लिए उपलब्ध बैंडविड्थ है आप उस बैंडविड्थ का उपयोग डेटा को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं उदाहरण के लिए फ़ाइल ट्रांसफर फाइल ट्रांसफर के लिए हमें गुणवत्ता सेवा पैरामीटर की कोई सख्त आवश्यकता नहीं है आप इसमें नेटवर्क के पास उपलब्ध बैंडविड्थ के साथ स्थानांतरित कर सकते हैं इस तरह के ट्रांसफर को हम उपलब्ध बिट रेट ट्रांसफर या सर्वोत्तम प्रयास बेस्ट एफर्ट हस्तांतरण कहते हैं यह इंटरनेट में सेवा आर्किटेक्चर का मूल गुण है यह आंकड़ा मैंने सिस्को वेबसाइट से लिया है और लिंक यहाँ दिया गया है आप देख सकते हैं कि इस पूरे एंड टू एंड पाइप लाइन में कई चरण हैं पहले हम इस फिगर की व्याख्या करते हैं और फिर हम हर स्टेप को आतंरिक स्तर पर देखेंगे इसलिए पैकेट एक सिरे से दुसरे सिरे को आगे बढ़ रहे हैं और हर स्टेप पर हम कुछ निश्चित फ़िल्टर लागू कर रहे हैं फ़िल्टर का अर्थ है कि हम एंड टू एंड एप्लीकेशन के परिप्रेक्ष्य में इस पैकेट की विशेषता को देख रहे हैं और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रकार के सुधारात्मक कदम ले रहे हैं पहली बात एक तरह का प्रवेश नियंत्रण है तो अगर आपको याद हो कि जब भी हम इस बारे में चर्चा करते हैं तो यह प्रश्न आता है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क से हमारी क्या अपेक्षा है एक अपेक्षा यह है कि यह पता लगाया जा सके कि नेटवर्क की मौजूदा सेवा की गुणवत्ता का उल्लंघन किए बिना अधिक प्रवाह को ले सकता है या स्वीकार कर सकता है अब हमारे पास पहला मॉड्यूल है जिसे प्रवेश नियंत्रण मॉड्यूल कहा जाता है यह प्रवेश नियंत्रण मॉड्यूल क्या करता है यह मूल रूप से नेटवर्क में एक नया प्रवाह स्वीकार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप नेटवर्क में यह नया प्रवाह स्वीकार कर रहे हों और आप जानते हों कि उस विशेष प्रकार के प्रवाह के लिए सेवा की गुणवत्ता कि क्या आवश्यकता है तो इस आवश्यकता को हम सेवा स्तर का समझौता या एसएलए कहते हैं इसलिए हम आपको पूरे सिस्टम का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करने के लिए बाद में इन सभी शब्दावली पर विस्तार से चर्चा करेंगे तो सेवा स्तर के समझौते के आधार पर आप जानते हैं कि इस विशेष प्रवाह के लिए अपेक्षित QoS स्तर क्या है जब भी आप उस समय पर नेटवर्क में इस प्रवाह को प्रवेश कर रहे होते हैं तो आप यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि यदि आप नेटवर्क में इस प्रवाह को प्रवेश करते हैं तो क्या आप सभी मौजूदा प्रवाह और इस नए प्रवाह के लिए सेवा की गुणवत्ता को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप उस नए प्रवाह को पैकेट स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं अन्यथा आप उस प्रवाह को रोक देते हैं इस विशेष मॉड्यूल को प्रवेश नियंत्रण कहा जाता है प्रवेश नियंत्रण होने के बाद अगला चरण वर्गीकरण और अंकन है यह वर्गीकरण मॉड्यूल क्या करता है वर्गीकरण मॉड्यूल मूल रूप से जो पैकेट वहां हैं उनके वर्गों की पहचान करता है इसलिए जैसा कि हमने चर्चा की है कि आवेदन के 4 अलग अलग वर्ग हैं वे अलग अलग नेटवर्क संदर्भों में व्यापक वर्ग हैं आपके पास सेवा वर्गों की गुणवत्ता की बहुत अधिक बारीक परिभाषा हो सकती है हम 4 सेवा वर्गों को विचार में लाते हैं - १ गारंटीकृत बिट दर या निरंतर बिट दर २ वास्तविक समय चर बिट दर ३ गैर वास्तविक समय चर बिट दर और ४ सर्वोत्तम प्रयास उपलब्ध बिट दर आप उस पैकेट को वर्गीकृत और चिह्नित करते हैं कि किस पैकेट को निरंतर बिट दर की आवश्यकता होती है किस पैकेट को गैर वास्तविक समय चर बिट दर की आवश्यकता होती है किस पैकेट को वास्तविक समय चर बिट दर की आवश्यकता होती है और किस पैकेट को इस उपलब्ध बिट दर की आवश्यकता होती है तो मूल रूप से किसी विशेष बिट दर की आवश्यकता नहीं होती है तो इसके आधार पर आप पैकेट को चिह्नित करते हैं ठीक उसी तरह जैसे नीले पैकेट एक लाल पैकेट एक हरे रंग का पैकेट या एक पीले रंग का पैकेट और फिर फ़िल्टर के अगले स्तर पर जाते हैं ये फ़िल्टर वास्तव में सभी लेयर 3 के उपकरणों जैसेकि राऊटर पर लागू होते हैं राऊटर पर हम इन सभी व्यक्तिगत फिल्टरों को लागू करते हैं जिनके बारे में हम वर्तमान में बात कर रहे हैं और तीसरा फिल्टर ट्रैफिक पॉलिसी और चिन्हित करना मार्कडाउन है ट्रैफ़िक पॉलिसी इस बात पर गौर करती है कि विशेष प्रकार के प्रवाह या प्रवाह में कुछ निश्चित प्रकार के पैकेट सेवा की गुणवत्ता का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं यदि यह सेवा आवश्यकता की गुणवत्ता का उल्लंघन कर रहा है तो आप बस उन पैकेटों को छोड़ देते हैं तो यह मानते हुए कि आपकी एंड टू एंड डिले की आवश्यकता 10 मिलीसेकंड है एक उदाहरण की मदद से समझाता हूं तो आपके पास एक स्रोत होस्ट है फिर एक मध्यवर्ती राउटर है और फिर एक गंतव्य होस्ट है और बीच में आपके पास 2 अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से एक मध्यवर्ती नेटवर्क जुड़े हुए है इस नेटवर्क में अगर यह कहें कि एंड टू एंड डिले की आवश्यकता 10 मिलीसेकंड है तो मेरी एंड टू एंड डिले आवश्यकता 10 मिलीसेकंड है अब एक बार जब आप एक विशेष पैकेट भेज रहे हैं और जब यह पैकेट राउटर तक पहुंचता है तो यह राउटर को यह पता लगाता है कि पैकेट में पहले से ही 9 मिलीसेकंड की देरी है यदि पैकेट में पहले से ही 9 मिलीसेकेंड की देरी है और यह राउटर को बहुत सुनिश्चित है कि इस पैकेट को 1 मिलीसेकंड के भीतर गंतव्य पर स्थानांतरित करना असंभव है तो इसका मतलब है अगर पैकेट में पहले से ही 9 मिलीसेकंड की देरी का अनुभव है तो 10 मिलीसेकंड के भीतर आपको इसे गंतव्य पर भेजना होगा इसका मतलब है आपके पास यह शेष एक मिलीसेकंड है जिसे आपको इस राउटर से पैकेट को अंतिम गंतव्य पर भेजना है और राउटर जानता है कि यह पूरी तरह से असंभव है अगर ऐसा है तो इस पैकेट को छोड़ देता है राउटर इस पैकेट को क्यों ड्राप करता है कारण यह है कि आप जानते हैं कि आप इस विशेष पैकेट के लिए सेवा की गुणवत्ता को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे यदि आप सेवा की गुणवत्ता को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं हैं तो लिंक के लिए उस पैकेट को अनावश्यक भेजने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि यह फिर से लिंक को रोक देगा यह निश्चित बैंडविड्थ लेगा यह अंतिम गंतव्य तक पहुंच जाएगा और एप्लीकेशन को उसे प्रोसेस करना पड़ेगा तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ओवरहेड जुड़ा हुआ है इसलिए यदि आप एक मध्यवर्ती कदम पर सुनिश्चित हैं कि आप कुछ विशिष्ट यातायात वर्गों के कुछ विशिष्ट पैकेटों के लिए सेवा की आवश्यकता की गुणवत्ता को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप तुरंत उन पैकेटों को छोड़ देंगे इन चरणों में वापस आने को नीतियां पालिसी और मार्कडाउन कहा जाता है फिर अगला चरण शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग है जहां हमने कतार और ड्रॉपिंग नीतियों को लागू किया है इसलिए ट्रैफ़िक वर्गों की व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर शेड्यूलिंग का मतलब है कि हम मूल रूप से अलग अलग पैकेटों को प्राथमिकता देते हैं अलग अलग पैकेटों को प्राथमिकता देने का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ माना कि आपके पैकेट एक इनपुट लिंक पर आ रहे हैं और आपके पास कई सेवा कतारें हैं मेरे पास एक लाल रंग की कतार है एक नीले रंग की कतार है और एक पीली कतार है अब इन 3 कतारों में 3 अलग अलग प्राथमिकता स्तर हैं तो मान लें कि लाल कतार की प्राथमिकता 1 है नीली कतार की प्राथमिकता 2 है और पीली कतार की प्राथमिकता 3 है इसलिए प्राथमिकता 1 का अर्थ है कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता है और प्राथमिकता 3 का अर्थ है कि यह सबसे कम प्राथमिकता है अब शेड्यूलिंग इस तरह से काम करती है अगर आपको लाल पैकेट मिल रहा है तो यह लाल पैकेट आप लाल रंग के क्यू में डाल दें तो लाल पैकेट का मतलब है कि यह एक वॉयस पैकेट है आवाज की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि हमने देखा है कि विलंब जिटर और बैंडविड्थ पर इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है इसलिए जब भी आपको कोई वॉयस पैकेट मिल रहा हो तो आप उसे लाल रंग की कतार में रखें जब भी आपको नीले रंग का पैकेट मिल रहा है तो यह एक वीडियो पैकेट है जिसे आप ट्रैफ़िक की दूसरी श्रेणी में अर्थात नीले क्यू में डाल रहे हैं और जब भी आपको एक पीला पैकेट मिल रहा है तो पीला पैकेट का मतलब है कि यह डेटा पैकेट है इसकी सबसे कम प्राथमिकता है इसलिए जब भी आपको एक पीला पैकेट मिल रहा है तो आप उसे पीले रंग की कतार में रखेंगे अब यहाँ आपके पास सर्वर है जो अंत में प्राथमिकता कतारबद्ध तंत्र को लागू करके राउंड रॉबिन विधि से इन पैकटों को अलग अलग 3 कतारों में बांटेगा इसलिए यदि आपके पास लाल कतार में कुछ पैकेट हैं तो आप पहले उन पैकेटों को स्थानांतरित करते हैं यदि लाल कतार खाली है केवल तभी आप नीले कतार में जाते हैं और दूसरी प्राथमिकता के पैकेट को स्थानांतरित करते हैं और यदि लाल कतार और नीली कतार दोनों खाली हैं तभी आप पीले कतार से पैकेट स्थानांतरित करते हैं क्यूंकि यह सबसे कम प्राथमिकता है तो इस तरह से आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वॉयस ट्रैफिक जो कि लिंक में मौजूद हैं उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है और वे पहले स्थानांतरित किये जा रहे हैं ताकि सख्त क्यूओएस डिले की आवश्यकता संतुष्ट हो सके इसलिए यह विभिन्न प्रकार के शेड्यूलिंग तंत्र का एक उदाहरण है यह एकमात्र शेड्यूलिंग मैकेनिज्म नहीं है जो कि उपयोग किया जाता है या जिसे नेटवर्क में लागू किया जाता है तो यह एक प्रकार का शेड्यूलिंग तंत्र है जिसे प्राथमिकता कतार कहा जाता है अन्य प्रकार के कतारबद्ध तंत्र हैं जैसे कि कस्टम कतार भारित उचित कतार उचित भारित उचित कतार आदि इसलिए हम उन पर पर बाद में चर्चा करेंगे तो शेड्यूलिंग का मतलब है कि हमारे QoS आवश्यकताओं के आधार पर हमारी अलग अलग प्रवाह कतारों के आधार पर विभिन्न एप्लिकेशन कतारों में पैकेटों को शेड्यूल करना फिर जिस स्टेप को हम ट्रैफिक शेपिंग कहते हैं वोह मूल रूप से ट्रैफ़िक को आकार देना बताता है ट्रैफ़िक को आकार देने से वास्तव में नेटवर्क में सुचारू जिटर सुनिश्चित होता है यह नेटवर्क में जिटर को नियंत्रित करता है कि आपको पैकेट यादृच्छिक विलंब से मिल रहे हैं तो आप इसे एक शेपर में भेजते हैं शेपर एक स्थिर दर पर पैकेट का उत्पादन करेगा अगर आप वास्तव में एक निश्चित जिटर के साथ पैकेट प्राप्त कर रहे हैं तो शेपर जिटर को हटा देगा और इसे आउटगोइंग कतार में भेज देगा तो यह ट्रैफ़िक शेपर का उद्देश्य है ताकि आप आउटगोइंग लिंक पर ट्रैफ़िक के प्रवाह को नियंत्रित कर सकें तो यह एक प्रकार का ट्रैफ़िक नियामक है और अंत में हम कुछ लिंक विशिष्ट तंत्र को लागू करते हैं जैसे कि यह एक वाई फाई लिंक है और वाई फाई की अपनी QoS सेवा QoS प्रोविज़निंग सेवा है जो लिंक लेयर के लिए प्राथमिकता ट्रैफ़िक चैनल एक्सेस इत्यादि की तरह है ये लिंक विशिष्ट तंत्र अंत में लागू होते हैं तो यह व्यापक तंत्र व्यापक क्यूओएस आर्किटेक्चर है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट में एंड टू एंड सेवा की गुणवत्ता को गारंटी देने का प्रयास करते हैं इसलिए अब हम इन सभी व्यक्तिगत चरणों को थोड़ा और विवरण में देखेंगे अब हम प्रवेश नियंत्रण के साथ शुरू करेंगे क्योंकि प्रवेश नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि नेटवर्क में नए प्रवाह केवल तभी दर्ज किए जाते हैं जब नए प्रवाह सहित सभी मौजूदा प्रवाह की सेवा की गुणवत्ता संतुष्ट हो सकती है इसलिए आपने वास्तव में प्रवेश नियंत्रण के इस संदर्भ का अनुभव किया है जैसे कि जब भी आप सेलुलर नेटवर्क में डायल कर रहे होते हैं तो कई बार आवाज़ आती है कि सभी लाइनें व्यस्त हैं कृपया कुछ समय बाद डायल करें इसलिए जब भी आप इस आवाज को सुन रहे होते हैं जो वास्तव में आपके कॉल को रोका जा रहा होता है क्योंकि सेलुलर सेवा प्रदाता के पास आपके कॉल के लिए न्यूनतम गुणवत्ता की सेवा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं होते हैं लंबी दूरी की कॉल के लिए यह बहुत आम है कि यह कहेंगे कि सभी लाइनें व्यस्त हैं कृपया कुछ समय बाद डायल करें यह ऐसा है कि यदि सभी नेटवर्क संसाधन मौजूदा प्रवाह को सर्विस करने में व्यस्त हैं तो नेटवर्क नए प्रवाह की अनुमति नहीं देता है यह सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने का पहला चरण है इसलिए यदि आप नए प्रवाह सहित सभी प्रवाह के लिए सेवा की गुणवत्ता का समर्थन नहीं कर सकते हैं तो आप एक नए प्रवाह को स्वीकार नहीं करते हैं दूसरा तंत्र वर्गीकरण और अंकन है जोकि पैकेट को उनके QoS आवश्यकताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है और फिर उसके अनुसार पैकेट को चिह्नित करता है तो आईपी के मामले में इसे वर्गीकृत करने के लिए हम आईपी हेडर क्षेत्र में एक हेडर का उपयोग करते हैं इसे आईपी सेवा प्रकार कहा जाता है तो हमारे पास आईपी हेडर में 8 बिट फ़ील्ड जो कि सेवा प्रकार के लिए है उसमे से आपके पास 3 बिट्स आईपी पूर्वता के लिए हैं तो यह आईपी पूर्वता का मान इसे विभिन्न प्रकार के ट्रैफ़िक को परिभाषित करता है यदि पूर्वता का मान 0 है तो यह एक तरह का रूटीन पैकेट है और यदि पूर्वता का मान 1 है तो यह सर्वोच्च प्राथमिकता वाला पैकेट है यदि पूर्ववर्ती मूल्य 2 है तो यह तत्काल प्राथमिकता वाला पैकेट है यदि यह प्राथमिकता 3 है तो यह एक प्रकार का फ्लैश पैकेट है यदि प्राथमिकता 4 है तो यह फ़्लैश ओवरराइड पैकेट है यदि प्राथमिकता 5 है तो यह एक महत्वपूर्ण पैकेट है प्राथमिकता 6 इंटरनेटवर्क कंट्रोल पैकेट है और 7 नेटवर्क नियंत्रण पैकेट है इस तरह से हम आईपी पूर्वता के आधार पर यातायात के इन 8 विभिन्न वर्गों को परिभाषित करते हैं फिर अगले 4 बिट्स कक्षाओं के अंदर प्राथमिकता को परिभाषित करते है यदि आप एक साथ वॉयस और वीडियो को भेजना चाहते हैं तो आप इसे इस महत्वपूर्ण वर्ग के तहत वॉयस को वीडियो ट्रैफ़िक से अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता दे सकते हैं तो इस तरह से यह 8 बिट आईपी सेवा प्रकार आईपी हेडर में सर्विस फील्ड का प्रकार हो सकता है और पैकेट को सेवा वर्ग की विशिष्ट गुणवत्ता की पहचान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है अब तीसरा फ़िल्टर जो हम सेवा की गुणवत्ता के लिए लागू करते हैं वह पॉलिसिंग और मार्कडाउन है पॉलिसिंग और मार्कडाउन का मतलब है कि प्रवाह विशेषताओं की निगरानी करना और प्रवाह QoS के आधार पर उचित कार्रवाई करना ट्रैफ़िक पॉलिसिंग के लिए जैसा कि हम शुरू में उल्लेख कर चुके हैं कि हमारे पास सेवा स्तर समझौते नामक एक शब्दावली है यह सेवा स्तर समझौता कहता है कि आपके पास किसी एप्लिकेशन की सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच एक अनुबंध है उदाहरण के लिए यदि आप वीओआईपी डेटा के लिए सेवा की कुछ गुणवत्ता चाहते हैं तो वीओआईपी डेटा के लिए आपको अपने सेवा प्रदाताओं के साथ सेवा स्तर का समझौता करना होगा यह कहें कि यदि आप एयरटेल से या वोडाफोन से नेटवर्क खरीद रहे हैं तो सेवा प्रदाता के साथ आपको एक समझौता करना होगा जो कि मैं VoIP डाटा स्थानांतरित करना चाहता हूं उस वीओआईपी ट्रैफ़िक के लिए मुझे सेवा के इस वर्ग की आवश्यकता है तो इसके लिए मुझे क्या पैसा देना होगा तो आपको उस पैसे का भुगतान करना होगा और उस स्थिति में आपके सेवा प्रदाता के साथ सेवा स्तर का समझौता service level agreement या SLA होगा अब यह SLA यह निर्धारित करेगा कि जब पैकेट नेटवर्क पर जा रहे हैं तो आपके पैकेट का व्यवहार कैसे किया जाएगा जब भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए सदस्यता ले रहे हों सेवा स्तर का समझौता एक उदाहरण है इसलिए जब भी आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए सदस्यता ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि कई पैकेज हैं जो कहते हैं कि आपके पास 1 महीने के लिए 1 Mbps लीज लाइन हो सकती है या आपके पास 15 दिनों के लिए 256 Kbps लीज लाइन हो सकती है इत्यादि ये पैकेज एक तरह के सेवा स्तर के समझौते हैं वे कह रहे हैं कि आप उस समझौते के लिए जो भी डेटा भेजेंगे हम आपको 1 एमबीपीएस पीक बैंडविड्थ या 256 केबीपीएस पीक बैंडविड्थ देने की कोशिश करेंगे कई बार आप देखेंगे कि अपलिंक ट्रैफ़िक दर और डाउनलिंक ट्रैफ़िक दर में अंतर है तो यह कहेगा कि आपके पास अपलिंक दर 256 Kbps है और 1 एमबीपीएस की डाउनलिंक दर है जब भी आप अपना इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए किसी विशिष्ट पैकेज के लिए सदस्यता ले रहे होते हैं तब ये सभी चीजें एक तरह की सर्विस लेवल एग्रीमेंट होती हैं जो आपके सेवा प्रदाता के पास होती हैं अब इस तरह के सेवा स्तर के समझौते वास्तव में आईपी पैकेट में भी एम्बेडेड होते हैं और यह एक विशेष राउटर में सेवा स्तर के समझौते को कॉन्फ़िगर करने का एक उदाहरण है जो 10 आईपी एसएलए 11 की पुनरावृत्ति को ट्रैक करता है और समझौते में 15 से 15 तक देरी होती है इसका मतलब है यह डाउनलिंक में और अपलिंक में 15 मिलीसेकेंड तक की देरी को सहन कर सकता है यह एक सेवा स्तर का समझौता है जिसे किसी विशेष राउटर में कॉन्फ़िगर किया गया है इसलिए आपको यह दिखाने के लिए एक राउटर दिखा रहा हूँ कि आप इस तरह से सीमा राउटर में सर्विस लेवल एग्रीमेंट या किसी विशिष्ट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के गेटवे राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जब भी आप सेवा स्तर समझौते के लिए जा रहे होते हैं तो नेटवर्क सेवा प्रदाता वास्तव में नेटवर्क में उन सभी सेवा स्तर समझौते को लिखता है जो उनकी नीतियों पर आधारित आर्किटेक्चर में होते हैं यह ट्रैफ़िक पॉलिसिंग ट्रैफ़िक के प्रवाह पर नज़र रखता है और उन्हें उचित कार्रवाई करने के लिए चिह्नित करता है जैसे कि क्या आप प्राथमिकता को कम करना चाहते हैं या क्या आप पैकेटों को छोड़ना चाहते हैं इत्यादि चौथा चरण ट्रैफ़िक शेड्यूलिंग का है जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि विभिन्न ट्रैफ़िक नीतियों द्वारा मार्कडाउन के आधार पर शेड्यूलर एक इंटरफ़ेस के आउटपुट बफ़र्स में ट्रैफ़िक को शेड्यूल करता है उदाहरण में मैं प्राथमिकता कतार के संदर्भ में चर्चा कर रहा था कि आप इंटरफ़ेस पर कई कतारें बनाए रखते हैं शेड्यूलिंग क्रियाविधि शेड्यूलिंग तंत्र सेवाओं को शेड्यूलिंग नीति के आधार पर कतार में सेवा करता है इसलिए एक उदाहरण प्राथमिकता कतार है जिसका मैं उल्लेख कर रहा था इसलिए एक पैकेट के आगमन पर आप पैकेट को वर्गीकृत करते हैं और फिर इसे या तो उच्च प्राथमिकता कतार में या कम प्राथमिकता कतार में रखते हैं यदि आप उच्च प्राथमिकता कतार में हैं तो आपको कम प्राथमिकता वाली कतार में ग्राहक की तुलना में पहले सर्विस की जाएगी तो लिंक इसे एक एक करके सबमिट करेगा और आउटगोइंग लिंक में एक पैकेट भेजेगा तो इस तरह से आप यातायात के कुछ वर्गों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो दूसरों की तुलना में सेवा की बेहतर गुणवत्ता का अनुभव करेंगे अंत में जैसा कि आप उल्लेख कर रहे हैं ट्रैफ़िक शेपिंग आउटगोइंग ट्रैफ़िक दर को नियंत्रित करता है भले ही आने वाली ट्रैफ़िक दर कुछ भी हो इसलिए आप हमेशा अपनी आउटगोइंग ट्रैफ़िक दर को नियंत्रित कर रहे हैं या तो इसमें इंटरफ़ेस बफर से निरंतर बिट दर आउटपुट है या आप एप्लीकेशन की आवश्यकता के आधार पर कुछ डिले या कुछ जिटर भी चाहते हैं यहाँ यातायात को आकार देने का उदाहरण है इसमें आपको इनपुट पर अनियमित ट्रैफ़िक प्राप्त हो रहा है और आउटपुट पर आपको विनियमित ट्रैफ़िक मिल रहा है जैसा कि आकृति से आप सीधे देख सकते हैं कि यह नेटवर्क में जिटर को कम कर रहा है इसलिए आउटपुट ट्रैफ़िक में एक स्थिर पैकेट दर होती है इसलिए यह नेटवर्क में जिटर को कम कर देता है ये 2 शब्द हैं जोकि ट्रैफ़िक पॉलिसिंग और ट्रैफ़िक को आकार देना बताता है तो चलिए ट्रैफिक पॉलिसिंग और ट्रैफ़िक को आकार देने के बीच के अंतर को देखते हैं ट्रैफिक पॉलिसिंग सिर्फ यह देखती है कि कुछ निश्चित प्रवाह या कुछ पैकेट क्यूओएस सेवा आवश्यकताओं का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं तो आप इस दर पर ट्रैफ़िक प्राप्त कर रहे हैं और आपकी अपेक्षित ट्रैफ़िक दर यह बिंदीदार रेखा है उस स्थिति में जो भी चोटियाँ हैं आप उन पैकेटों को छोड़ देते हैं तो यह आपकी ट्रैफ़िक पॉलिसिंग है यदि कोई आवश्यकता का उल्लंघन कर रहा है तो आप पैकेट को छोड़ देते हैं ट्रैफ़िक शेपर के मामले में यह ट्रैफ़िक शेपिंग के बारे में कुछ करता है जो वास्तव में आने वाले अनियमित ट्रैफ़िक को विनियमित करने का प्रयास करता है इसलिए आप अपेक्षित ट्रैफ़िक दर पर ट्रैफ़िक को नियंत्रित कर रहे हैं तो ट्रैफिक पॉलिसिंग और ट्रैफिक को आकार देने में यही अंतर है इसलिए हमें नेटवर्क में दोनों की आवश्यकता होती है क्योंकि ट्रैफ़िक शेपिंग हमेशा आपको एक सहज दर देने में सक्षम नहीं हो सकता है यदि आपकी औसत दर इस अपेक्षित दर से अधिक हैं तो ट्रैफ़िक शेपिंग से उस स्थिति में सीधे काम नहीं होगा आपको पैकेट को गिराने के लिए ऐसे पैकटों पर ट्रैफ़िक नीतियां लागू करनी होगी जो QoS आवश्यकताओं का उल्लंघन कर रहे हैं या जो सेवा स्तर के समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं इत्यादि फिर शेष पैकेटों पर जहां आपकी औसत दर या आपकी औसत यातायात दर आपकी अपेक्षित बाध्यता से कम है आप आउटपुट दर को विनियमित करने के लिए ट्रैफ़िक शेपर लगा सकते हैं ट्रैफ़िक को आकार देने और ट्रैफ़िक पॉलिसिंग के बीच इस अंतर को याद रखें यह आपको मूल QoS आर्किटेक्चर का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है और अगली कक्षा में हम इन 3 घटकों ट्रैफ़िक शेपिंग ट्रैफ़िक पॉलिसिंग और ट्रैफ़िक शेड्यूलिंग के अंदर और अधिक गहराई तक जाएंगे जो कि QoS परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए हम इन फ़िल्टरों के विवरण पर ध्यान देते हैं जो हम सेवा की गुणवत्ता के लिए लागू करते हैं इस कक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी का धन्यवाद